Fundamentals of Electrical Engineering फंडामेंटल्स ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग Prof Debapriya Das प्रोफ देबप्रिया दास Department of Electrical Engineering डिपार्टमेंट ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग Indian institute of Technology Kharagpur इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी खरगपुर Lecture - 49 लेक्चर 49 Three phase circuits Contd थ्री फेज सर्किट कॉन्टिनुइड Refer Slide Time 0022 तो अभी देखा है कि यह Δ सोर्स से एकुईवेलेंट स्टार सोर्स में ट्रांसफॉर्मेशन हैं जिसे एकुईवेलेंट स्टार सोर्स कहते हैं तो यह कैसे कर सकते है तो यह वास्तव में यह है कि अगर यह Vab Vbc Vcaसे Δ है तो Vbc हैं तो यह डायरेक्शन हैं और Vca यह डायरेक्शन हैं फिर एकुईवेलेंट स्टार बनाएं और इस पॉइंट को n के रूप में मार्क करें रिफर स्लाइड टाइम 0058 तो अब यह सब रिलेशनशिप हैं और एक बात यह है कि रिफर टाइम 0100 यह बात ध्यान दें कि इस वोल्टेज के बीच का एंगल यह डिफरेंस 120o होना चाहिए यह सब देखा है VANVL√ 3 Vp√√3 एंगल इस Δ केस में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज रिफर स्लाइड टाइम 0132 तो इसी तरह VAN होगा Ia Z y VL√ 3 एंगल 30 oVp√ 3 एंगल 30 o इसी तरह VBN के लिए और इसी तरह VCN के लिए तो इसे Δ सोर्स से एकुईवेलेंट स्टार सोर्स में ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं रिफर स्लाइड टाइम 0151 तो अगला एक छोटा सा एक्साम्पल लें कि एक फेज इम्पिडेंस 40 j25Ω के साथ एक बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड लोड की सप्लाई की जाती है एक बैलेंस्ड पॉजिटिव सीक्वेंस Δ कनेक्टेड सोर्स हैं रिफर टाइम 0202 पॉजिटिव सीक्वेंस Δ कनेक्टेड सोर्स का मतलब है इसमें 210 वोल्ट का लाइन वोल्टेज के साथ a b c सीक्वेंस लिया जाएगा फेज करंट को कैलटोटल ेट करें Vab को रिफ़रेंस फेजर की तरह उपयोग करें तो Z y स्टार कनेक्टेड है इसलिए Z स्टार या Z y को 40 j25 4717 एंगल 32oΩ दिया गया है और Vab रिफरेन्स वोल्टेज है तो यहाँ यह लाइन वोल्टेज के लिए लाइन वोल्टेज के साथ है यह लाइन टू लाइन वोल्टेज है जब भी लाइन वोल्टेज कहते हैं यह लाइन टू लाइन वोल्टेज है जब भी फेज वोल्टेज होता है यह फेज टू न्यूट्रल होता है रिफर स्लाइड टाइम 0243 तो Vab210 एंगल 0o यह रिफरेन्स लेना है तो IaVab√ 3 एंगल - 30o Z y हैं अभी अभी यह फार्मूला निकाला है तो बस इसके माध्यम से जाओ तो यदि Vab200 210 यदि Vab और Z y सब्सटीटयूट करे तो 257 एंगल 62o एम्पीयर मिलेगा यह Z y दिया गया है और Vab भी दिया गया है तो बस सिम्प्लीफाई कीजिए यह 257 एंगल 62o एम्पीयर प्राप्त होगा रिफर स्लाइड टाइम 0320 तो अब जानते हैं IbIa एंगल 120 o तो यह Ia की वैल्यू 257 एंगल 62o हैं यहाँ सब्सटीटयूट करें यदि यहाँ सब्सटीटयूट किया जाए तो यह होगा 62 120 का एंगल 182o होगा और करंट का यह मैग्नीटयूड 257 एम्पीयर होगा इसी प्रकार I c भी Ia एंगल 120 o तो यहाँ यह होगा Ia257 एंगल 62 120 तो यह 58o एम्पीयर होगा रिफर स्लाइड टाइम 0355 अगला एक पॉवर है एक बैलेंस्ड सिस्टम में एक बैलेंस्ड सिस्टम में अब लोड के द्वारा इंस्टेंटेनिअस अब्सोर्बड पॉवर की जाँच करना शुरू करें इसलिए एक बैलेंस्ड सिस्टम में पॉवर तो पॉवर क्योंकि थ्री फेज की पॉवर को भी देखना है स्टार से कनेक्टेड लोड के लिए फेज वोल्टेज यह हैं वास्तव में VAN है फेज वोल्टेज VAN कह सकते हैं इसे कैपिटल AN स्टार कनेक्टेड लोड बना रहे हैं तो मेरा मतलब है कि यह कुछ इस तरह है मान लीजिए मान लीजिए मैंने पहले ही देख लिया है कि मैंने इसे पहले ही बना लिया है यह एक स्टार कनेक्टेड लोड है यह एक स्टार कनेक्टेड लोड है और यह कैपिटल ए है यह कैपिटल बी है और यह सी है और यह कैपिटल एन है और इसलिए इसे VAN कहा जाता है यह VAN है यह v BN है और यह VCN है और फेज वोल्टेज फेज वोल्टेज Vp वह मैग्नीटयूड है मैग्नीटयूड फेज वोल्टेज है जो कि rms वैल्यू है और मल्टीप्लाईड√2 का अर्थ है कि यह पीक वैल्यू है और इसको Cosine टर्म sin cosine cosine के द्वारा रिप्रेसेनटेड किया जाता है इसे sin में परिवर्तित कर सकते है जिसे sin कहते हैं Sin 90 o cos तो इसे cosine रूप में रिप्रेसेन्ट कर रहे हैं जैसे cosine रिफर टाइम 0508 तो अब मैं इसे क्लियर करता हूँ रिफर स्लाइड टाइम 0519 तो इस मामले में इसका मतलब है कि पहले हमने देखा है कि v पहले से ही देखा है पहले से ही सिंगल फेज सर्किट के लिए देखा है v v मुझे इसे क्लियर करने देंv vm sin ऑफ़ t हैं अत v m पीक वैल्यू है और v m वास्तव में √2 v rms वैल्यू है जो सिंगल फेज सर्किट के लिए देखा गया है तो वही बात यहाँ भी है sin के बजाय इसका रिप्रेजेंट cosine से कर रहा हैं इसका एक ही अर्थ है तो इस मामले में यह पीक वैल्यू फिर √2 V है तो Vp को क्या कहते है जो कि फेज वोल्टेज है लेकिन यह rms वैल्यू है इसलिए मल्टीप्लाइड√2 पीक वैल्यू है तो अगला वाला यह होगा t 120 o पहले के समान ही थ्री फेज सिस्टम समझ में आता है और cVCN के लिए यह √2Vp फिर से cosω t 120 o होगा तो यह VANv BN और VCN का एक रिप्रेसेनटेशन है इसे यहां Vpmax √2Vp पीक वैल्यू लिखा गया है तो यह 120 o अलग है और Vp मैने बताया है यह फेज वोल्टेज फेज वैल्यू है लेकिन यह rms वैल्यू है इसलिए फेज वोल्टेज rms वैल्यू है तो मैं इसे क्लियर कर दूं रिफर स्लाइड टाइम 0638 तो अब करंट को एंगल से सॉरी इम्पिड़ेंस Z y Zθ कहते हैं तो फेज करंट उनके संबंधित फेज वोल्टेज से लेग करता है तो यह मेरा स्टार इम्पिड़ेंस Z है जो स्टार कनेक्टेड लोड का इम्पिड़ेंस है इसलिए यह Zθ है यह Z एंगल है यह बैलेंस्ड है फेज करंट उनके संबंधित फेज वोल्टेज θ से लेग करता हैं रिफर स्लाइड टाइम 0702 इस प्रकार कह सकते हैं Ia लिख सकते हैं कि √2I p cos t यह है रिफर टाइम 0709 यहां यह करंट वोल्टेज से लैग होगा यहां वोल्टेज ω t 120 o ω t 120 o है और करंट इस वोल्टेज से लेग करेगा तो करंट को भी Ia√2I p के रूप में दर्शाया जा सकता है I p करंट को वह rms वैल्यू कहते है जो फेज करंट तो फेज वैल्यू तो मल्टीप्लाईड √2 तो यह पीक वैल्यू है और यह स्टार कनेक्टेड है तोIa√2I p cosω t θ हैं तो यहाँ जो लिखा है I p फेज करंट का rms वैल्यू है तो I p √2I p cos t रिफर टाइम0750 120 o क्योंकि शिफ्टिंग 120 o से हैं और i c √2I p cos t 120 o होगा वोल्टेज के लिए यह cos t cos t 120 o रिफर टाइम 0802 t 120 o था क्योंकि करंट लेग करता है रिफर टाइम 0805 एंगल तो यहां इंट्रोड्यूस किया जाएगा यह समझ में आता है रिफर स्लाइड टाइम 0812 अब लोड में टोटल इंस्टेंटेनिअस पॉवर थ्री फेज में इंस्टेंटेनिअस पॉवर का सम है इसलिए सभी थ्री फेज हैं तो यदि ऐसा करते हैं तो p pa pb pc VANIa VBNIbVCNi c मेरा मतलब है कि सर्किट के अनुसार अगर इस तरह से ड्रा करें तो यह कुछ इस तरह होगा मान लीजिए यह स्टार कनेक्टेड है यह स्टार कनेक्टेड लोड है तो यह स्टार कनेक्टेड है तो यह एन्ड है यह ए है मान लीजिए कि यह बी है यह सी है यह करंट को Ia कह रहे हैं यह करंट को Ib कह रहे हैं और यह करंट को i c कह रहे हैं तो यह यहाँ इस फेज Ia के लिए VAN होगा इसी प्रकार इस फेज Ib के लिए v BN होगा इस फेज i c के लिए यह VCN होगा जिसे ic कहते हैं यह रिफर टाइम 0915 पॉइंट N है इसलिए मैं इसे VANIa v BNIbVCN i c बना रहा हूं जिसका मेरा मतलब रिफर टाइम 0928 फेज है और यदि Ia Ib i c सबसटीटयूड करे और यहाँ से VAN v BN और VCN यदि सबसटीटयूड करे और सिम्प्लीफाई करें तो प्लीज इसे करें तो अगर ऐसा करते हैं तो यह इस रूप में होगा p 2VpI p फिर cos t cos t cos t 120 ocos t 120 ocos t 120 ocos t 120 o इसे सिम्प्लीफाई करें मैंने फाइनल लिखा है लेकिन इसे सिम्प्लीफाई करें रिफर स्लाइड टाइम 1007 तो मेरा मतलब है रिफर टाइम 1007 मैथमेटिक्स त्रिग्नोमेत्रिक फार्मूला हैं इस फार्मूला का उपयोग इस तरह करें cosAcosBहाफ cos A B cos A B और सिम्प्लीफाई करें यदि ऐसा करते हैं तो यह p 3VpI p cos हो जाएगा तो इस प्रकार एक बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम में टोटल इंस्टेंटेनिअस पॉवर कांस्टेंट है अर्थात यह टाइम इनवेरिएंट है यह टाइम का फंक्शन नहीं है इसलिए यह टाइम इनवेरिएंट है तो यह सिस्टम कांस्टेंट है यह टाइम के साथ नहीं बदलता है जैसा कि प्रत्येक फेज की इंस्टेंटेनिअस पॉवर में होता है इंस्टेंटेनिअस पॉवर के लिए प्रत्येक फेज के लिए यह है कि प्रत्येक फेज के लिए प्रत्येक है रिफर टाइम 1047 थ्री फेज के लिए यदि इसे एक साथ बनाते हैं तो यह 3VpI p cos होगा तो यह टाइम से इंडिपेंडेंट है यह इनमें से एक थ्री फेज का मुख्य एडवांटेज है थ्री फेज सिस्टम का उपयोग करना रिफर स्लाइड टाइम 1053 तो रिजल्ट सही है चाहे लोड स्टार हो या Δ हो चाहे स्टार हो या Δ यह 3VpI p cos सही है रिफर स्लाइड टाइम 1110 तो पॉवर जनरेट करने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए थ्री फेज सिस्टम का उपयोग करने का यह पॉवर एक महत्वपूर्ण कारण है रिफर देखें 1116 जो टाइम से इंडिपेंडेंट है रिफर स्लाइड टाइम 1122 तो इसका मतलब है चूंकि टोटल इंस्टेंटेनिअस पॉवर टाइम से इंडिपेंडेंट है तो एवरेज पॉवर पर फेज P p तो P p Δ कनेक्टेड लोड के लिए या स्टार कनेक्टेड लोड के लिए p 3 होगी क्योंकि यह बैलेंस्ड सिस्टम है यह एक बैलेंस्ड सिस्टम है इसलिए Pp तब फेज पावर के लिए p 3 p था 3VpI p cos तो P p फेज के लिए VpI p cos होगा रिफर स्लाइड टाइम 1146 और इसी तरह और रिएक्टिव पॉवर पर फेज Q p VpI p sin होगी तो अप्परेंट पॉवर पर फेज S p VpI p होगी तो cosθ sin को मल्टीप्लाइड नही करना हैं VpI p सिम्प्लीफाई करना होगा रिफर स्लाइड टाइम 1204 तो कॉम्पलेक्स पॉवर P pjQ p Vp I p कांजुगेट पर फेज होगी इस बात को सिंगल फेज के लिए भी समझाया गया है इसलिए मतलब बहुत सिम्प्लीफाई है रिफर स्लाइड टाइम 1216 तो टोटल एवरेज पॉवर P a P b P c 3 P p होगी तो यह 3VpI p cos होगा लेकिन इसे √ 3VLI Lcos लोड के रूप में लिखा जा सकता है एक स्टार कनेक्टेड लोड के लिए लाइन करंट फेज करंट हैं यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए जब नुमेरिकल हल करेंगे तो एक स्टार कनेक्टेड लोड के लिए लाइन पहले लाइन करंट फेज करंट लेकिन लाइन वोल्टेज लाइन वोल्टेज √ 3 टाइम्स फेज वोल्टेज होगा मैं बता रहा हूं इसका मतलब एक है रिफर टाइम 1246 मान लीजिए कि यह स्टार कनेक्टेड लोड है मान लीजिए कि यह स्टार कनेक्टेड लोड है यह स्टार कनेक्टेड लोड है तो इस मामले में यह मेरा लाइन करंट है यह मेरा लाइन करंट है वही करंट इस फेज में जा रहा है तो यह मेरा फेज करंट है तो लाइन करंट फेज करंट इस तरह मैं बता रहा हूं और यह पॉइंट यह पॉइंट N है यह पॉइंट N है और इसे कहते हैं कि यह मेरा v a बैंड c है तो मेरा VAN वास्तव में यह फिर से समझने के लिए स्माल n बनाते है तो यह स्माल n है तो VAN इस पॉइंट पर यह मेरा फेज वोल्टेज है लेकिन क्या कहते हैं लेकिन लाइन से वह Vp क्या कहते है जो कि यह सभी बैलेंस्ड है तो यह VAN V bnVCN मैग्नीटीयूड है तो VpVAN है लेकिन लाइन टू लाइन वोल्टेज है रिफर टाइम 1343 यह एक है तो यह मेरा Vab है तो Vab का मैग्नीटीयूड फिर √ 3 टाइम फेज वोल्टेज जो √ 3 टाइम VAN है लेकिन VAN Vp हैं तो यह √ 3 टाइम Vp होगा तो लाइन वोल्टेज √ 3 टाइम फेज वोल्टेज तो मैं इसे क्लियर कर दूं तो यही कारण है कि एक स्टार कनेक्टेड लोड के लिए यही कारण है कि इसे I LI p और VL के रूप में लिखा जा सकता है इसका मतलब है कि यह वास्तव में 3VpI pcos है इसे √ 3 के रूप में लिखा जा सकता है फिर ब्रैकेट में लिखें √ 3 क्या कहते हैं VpI p फिर cosहैं तो √ 3 होगा मेरा मतलब है √ 3Vp लाइन वोल्टेज यह VL है और यह I p I L हैं क्योंकि फेज करंट लाइन करंट रिफर टाइम 1439 स्टार स्टार कनेक्टेड लोड हैं फिर यह I L होगा फिर cosθ हैं तो यह टर्म इस तरह लिखा गया है तो यह √ 3VLI Lcos है तो यह एक स्टार कनेक्टेड लोड के लिए है रिफर स्लाइड टाइम 1454 इसी तरह Δ कनेक्टेड लोड के लिए ठीक अपोजिट हैं तो फिर से एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसी तरह यह कर सकते हैं लाइन करंट √ 3 टाइम फेज करंट हैं लेकिन VLVp रिफर टाइम 1503 बस मुझे इसे बनाने दें तो यह मेरा Δ कनेक्टेड लोड है यह मेरा Δ कनेक्टेड लोड है और यह फेज a फेज b फेज c है मान लीजिए यह ए है यह बी है यह सी है रिफर टाइम 1520 N पॉइंट यहाँ नही शामिल किया गया है तो यह बैलेंस्ड है तो यह मेरा लाइन करंट है और मैग्नीटयूड के अनुसार यह मेरा फेज करंट है तो यह मेरा I p मैग्नीटयूड के अनुसार है और उस केस में फिर यहां लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज को क्या कहते हैलाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज हैं एक्साम्पल के लिए यदि यह VAN है जो कि केवल इसी के अक्रॉस वोल्टेज है तो यह Δ कनेक्टेड लोड भी है तो लाइन वोल्टेज V को क्या कहते हैं यह मेरा Vab है यह मेरा Vab है मूल रूप से यह भी वोल्टेज है इस पर फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के समान है तो यह VabVp मैग्नीटयूड है इसी तरह Vbc के लिए रिफर टाइम 1601 सभी Vp फेज वोल्टेज हैं लेकिन यह वैल्यू यहाँ फेज करंट है और यह लाइन करंट है तो लाइन करंट √ 3 टाइम फेज करंट होगा यह पहले भी देखा जा चुका है तो मतलब इसी तरह से है Δ कनेक्टेड लोड के लिए भी इसी तरह हैं बस I L √ 3I p होना चाहिए और VL Vp होना चाहिए लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज हैं इसे नयूमेरिकल पॉइंट ऑफ़ व्यू से किस तरह से ध्यान में रखना है इसी प्रकार टोटल रिएक्टिव पॉवर Q √ 3VLI Lsin है रिफर स्लाइड टाइम 1636 तो यह थ्री फेज टोटल काम्प्लेक्स पॉवर होगी तो पॉवर फेज पॉवर P pjQp है इसलिए मल्टीप्लाइड 3 हैं तो 3 P pj Qp3 P pjQp यह एक हैं P pjQp लिख सकते हैं Vp I p कॉनजूगेट देखा है तो यह 3Vp होगा और I pVpZp संपूर्ण कॉनजूगेट होगा तो इसका अर्थ है 3VpVp कॉनजूगेट Zp कॉनजूगेट अत VpVp कॉनजूगेट का मैग्नीटयूड Vp22 होगा क्योंकि अगर Vp मान लें कि अगर VpVp एंगल θ एक्साम्पल के लिए कहें तो Vp कॉनजूगेट Vp एंगल θ होगा इसलिए यदि इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो यह Vp और VpVp2 मैग्नीटयूड होगा और यह रिफर टाइम 1723 एंगल 0 होगा तो यह सिर्फ Vp2 है इसलिए यह Vp2 3Vp2 है और यह पूरी चीज कॉनजूगेट है इसलिए Vp कॉनजूगेट यहाँ डिवाइडेडZp कॉनजूगेट है तो यह Zp कॉनजूगेट है और Zp जिसे Zp एंगल क्या कहते हैं तो ZpZpangle तो Zp कॉनजूगेट Zp एंगल होगा यह मैग्नीटयूड है कभी कभी मैं इस तरह लिखता हूं रिफर टाइम 1750 बार नहीं डालने के बजाय यह समझ में आता है रिफर टाइम 1754 लेकिन यह मैग्नीटयूड है यह एंगल समझ में आता है तो अब पर फेज इम्पिड़ेंस इसलिए ZpZ फेज Z y या Zp हैं यह वास्तव में Zp Zp ZΔ है तो यह 3Vp2Zp कॉनजूगेट है रिफर स्लाइड टाइम 1818 तो अब लिख सकते हैं फिर P jQ इसलिए P jQ√ 3VLIVLI L एंगल भी लिख सकते हैं फिर रिफर टाइम 1824 यदि इसे बनाते हैं तो यह √ 3 VLI Lcos j √ 3VLI Lsin होगा इसलिए P √ 3VLI Lcos और Q √ 3VLI Lsin हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं रिफर स्लाइड टाइम 1847 तो एक और बात यह है कि पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थ्री फेज सिस्टम का दूसरा प्रमुख एडवांटेज यह है कि थ्री फेज सिस्टम कम मात्रा में वायर का उपयोग करता है तो थ्री फेज सिस्टम जो एक ही लाइन वोल्टेज के लिए सिंगल फेज सिस्टम की तुलना में कम मात्रा में वायर का उपयोग करता है VL और समान अब्सोर्बेड पॉवर PL हैं तो इसे ही एक ओर बड़ा फायदा कहते हैं अब यह कैसे करना होगा तुलना करना होगी एक्साम्पल के लिए मान लीजिए कि इस मामले की तुलना करेंगे और दोनों में मान लेंगे कि वायर एक ही मटेरियल की हैं दोनों मामलों में सिंगल फेज या थ्री फेज में मान लीजिए कि वायर एक ही मटेरियल के बने हैं रिफर स्लाइड टाइम 1920 इसलिए मान लीजिए कि यदि सिंगल फेज सोर्स लें और मान लें कि यह इनकमिंग पाथ है और यह रिटर्न पाथ है तो रेजिस्टेंस R और R हैं तो यह टू R होगा और यह हमारी कॅल्क्युलेशन्स के लिए कनेक्टेड लोड है आसान कॅल्क्युलेशन्स के लिए एक्सप्लेनेशन हैं यह लोड एक प्योरली रेसिसटिव लोड है यह लोड एक प्योरली रेसिसटिव लोड है यदि लोड एक प्योरली रेसिसटिव है तो इसका अर्थ है कि यह यूनिटी पॉवर फैक्टर लोड है क्योंकि Z R j X हैं यदि X 0 है तो यह प्योरली रेसिसटिव लोड है और लोड के अक्रॉस वोल्टेज VL लोड वोल्टेज है लोड के अक्रॉस यह वोल्टेज VL है तो यह टू वायर सिंगल फेज सिस्टम है यह इनकमिंग पाथ है यह रिटर्न पाथ है और यहाँ रेजिस्टेंस R वायर के बराबर है यहाँ R और लंबाई समान है तो यह फिगर 22 है रिफर स्लाइड टाइम 2015 अब अब यह एक अगर थ्री फेज सिस्टम के लिए थ्री फेज सिस्टम के लिए भी यही माना जाता है तो रेजिस्टेंस R R R है तीन लाइन्स में फेज ए बी सी है यह साइड थ्री फेज बैलेंस्ड सोर्स है और यह थ्री फेज बैलेंस्ड लोड है और यह भी मान रहे हैं कि यह प्रत्येक के लिए एक है चाहे वह एक स्टार हो या Δ कोई फर्क नहीं पड़ता एक प्योर रेजिस्टेंस लोड मान लें इसलिए लोड का पॉवर फैक्टर यूनिटी है और यहाँ भी क्या बोलते है वोल्टेज किस के अक्रॉस है जो कि Vab यह साइड है Vab है यह R है वहाँ कुछ वोल्टेज रिफर टाइम 2048 होगा लेकिन उस फेज के अक्रॉस रिफर टाइम 2050 इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज को लाइन टू लाइन कहे यह VL एंगल 0o है और इसे b से c कहते हैं यह VL एंगल 120o है जब हम लिख रहे हैं कि यह इंस्टेंटेनिअस पोलरिटी है जिसका अर्थ है मेरा VabVL एंगल 0o और VbcVL एंगल 120 oअन्य जो कुछ भी यहां लिखा गया है यह a से b है तो यह मूल रूप से इस लाइन को लाइन करता है यह लाइन तो बेसिक रूप से यह VabVL एंगल 0Vbc है लेकिन जैसा कि करंट फ्लो हो रहा है यह मेरा Ia है इसलिए यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा तो यह जो भी होगा VL होगा यह ab से थोड़ा कम होगा तो वैसे भी इस मामले में इस मामले में क्या कहते हैं Vab और Vbc उनका मैग्नीटयूड वास्तव में किसी के बराबर नहीं है रिफर टाइम 2150 क्योंकि इस Rin रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा लेकिन वैसे भी इसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है यह दिखाएँगे कि थ्री फेज सिंगल फेज की तुलना में कम मटेरियल मटेरियल लेता है रिफर स्लाइड टाइम 2211 तो अब टू वायर सिंगल फेज सिस्टम के लिए जो इस फिगर से यह फिगर है यह I L VLPLVL होगा इसलिए यह एक रेसिसटिव लोड है यदि पॉवर PL रेसिसटिव लोड है तो I L केवल PLVL होगा तो इसे क्या कहते हैं AC सिग्नल फेज सिस्टम हैं तो अगर VL एंगल 0 को भी लें तो यह केवल VL होगा और यह एक रेजिस्टेंस है इसलिए कोई Q नहीं है इसलिए I L PLVL होना चाहिए फिर पॉवर तो इस करंट को I L कहते हैं तब पॉवर लोस I L22 R होगा क्योंकि यहाँ यह R है यहाँ यह R है यदि इसे सब्सटीटयूट किया जाए तो PL22 R VL प्राप्त होगा जो किया गया है यहाँ वही किया गया है रिफर स्लाइड टाइम 2307 तो 2 RPL2 यह इक्वेशन 1 है अब थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम के लिए I L का मैग्नीटयूड Ia मैग्नीटयूड Ib मैग्नीटयूड I c मान PL√ 3VL होगा क्योंकि यह यूनिटी पॉवर फैक्टर लोड है इसलिए √ 3 VL जान लें कि सामान्य √ 3VL करंट I L ले लिया है क्योंकि सिंगल फेज के लिए I L लिया है इसलिए I LI LcosPLjQ L है जो कि PL का फॉर्मूला है तो अब प्रश्न यह है कि cos यूनिटी क्योंकि रेसिसटिव लोड यह एक रेसिसटिव लोड है इसलिए v I L PL डिवाइडेड √ 3VL होगा तो अब तीन वायर्स में पॉवर लोस I L2 3 R होगी क्योंकि तीन लाइनें हैं इसलिए 3 Rहैं तो यह 3 RPL2 3VL2 होगा तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा यह R VL2VL2 होगा तो यह इक्वेशन 2 है रिफर स्लाइड टाइम 2417 अब यदि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करें तो PLossPLoss 2 R R प्राप्त होगा बस कर देंगे और मिल जाएगा अब यह जान लें कि R एक ही मटेरियल का उपयोग करें कि वायर दोनों मामलों के लिए एक ही मटेरियल से बना है इसलिए R कैपिटल R पहला मामला है जो सिंगल फेज केस rho l pi r 2 है सिंगल फेज के लिए कंडक्टर का R है इसलिए यह rho l pi r 2 होगा इसी तरह थ्री फेज के मामले के लिए R rho l pi r 2 होगा तो वे एक ही मटेरियल और एक ही लंबाई के हैं तो rho वही रहेगा और केवल रेडिअस क्या कहेगा अंतर होगा केवल रेडिअस में अंतर होगा सिंगल - फेज के लिए कहें यह R है और थ्री फेज रेडिअस के लिए R 2 R है तो यह R यह R R है यहाँ सब्सटीटयूट करें R को सब्सटीटयूट करें और यह R यहाँ सब्सटीटयूट करें यदि ओर सिम्प्लीफाई करें तो PLossPLoss2 r 2 डिवाइडेड r2 मिलेगा यह इक्वेशन 3 है रिफर स्लाइड टाइम 2523 यदि अब यदि दोनों अब क्या करते हैं यदि दोनों एक ही पॉवर लोस को दोनों सिस्टम के लिए टोलरेट किया जाता है जो कि PLossPLossहै अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि अगर ऐसा करते हैं तो PLossPLoss इकवेशन हैं तो यह r 22 r 2 हो जाएगा तो इसका मतलब है मेरा r 2 r 22 यह इक्वेशन 4 है रिफर स्लाइड टाइम 2554 अब सिंगल फेज के लिए वह मटेरियलथ्री फेज के लिए मटेरियल यह वॉल्यूम है तोकंडक्टर का रिप्रेजेंटेड किया जा सकता है जो एक लंबे वायर को सिलेंडर के द्वारा रिप्रेजेंटेड करता है इसलिए यदि लंबाई l है और सिंगल फेज केस यदि r रेडिअस है तो p pi r 2l हैं तो इसे वॉल्यूम कहते हैं यह सिलेंडर के रूप में ले रहा है क्योंकि क्रॉस सेक्शन सर्टोटल र है थ्री फेज के मामले के लिए डिवाइडेड मटेरियल है यह टू वायर सिस्टम है तो 2 pi r 2 l हैं जो कि सिंगल फेज केस के लिए है यह वॉल्यूम है और यह तीन वायर थ्री फेज के मामले में मटेरियल के लिए है तो 3 pi r2 l हैं यह वॉल्यूम है इसलिए यदि इसे सिम्प्लीफाई बनाते हैं तो pi pi को कैंसिल कर दिया जाएगा ll को कैंसिल कर दिया जाएगा यह 2 3 r 2 r 2 होगा तो r 2 r 22हैं तो यह 43 1333 होगा यानी सिंगल फेज वायर के लिए मटेरियल जो वास्तव में वॉल्यूम है 1333 थ्री फेज के लिए मटेरियल हैं फिर अगर एक ही पॉवर लोस के लिए सिंगल फेज उसी पॉवर लोस के लिए कि कंडक्टर की मात्रा थ्री फेज की तुलना में 333 प्रतिशत अधिक है यही कारण है कि थ्री फेज तीन वायर वह बेनिफिट है जिसे बेनिफिसिअल बनाया तो यह आईडिया है रिफर स्लाइड टाइम 2721 तो अब एक एक्साम्पल लें मेरा मतलब एक्साम्पल के लिए एक्साम्पल 2 देखें वही एक्साम्पल 2 बस देखें सोर्स पर और लोड पर टोटल एवरेज पॉवर रिएक्टिव पॉवर और काम्प्लेक्स पॉवर का निर्धारण करना है मेरा मतलब है कि मैं एक्साम्पल 2 पर नहीं जा रहा हूँ उस एक्साम्पल 2 पर वापस जाऊँगा रिफर स्लाइड टाइम 2743 तो इस मामले में क्या हुआ सिस्टम बैलेंस्ड है और यह सिंगल फेज पर विचार करने के लिए पर्याप्त है इसलिए सिस्टम बैलेंस्ड है सिंगल फेज एनालिसिस पर्याप्त है तो फेज ए के लिए फेज वोल्टेज VAN 110 एंगल यह दिया गया है और यह I p फेज करंट भी लाइन करंट है 681 एंगल 218 की कैलकुलेशन की है इन सब बातों की कैलकुलेशन करें रिफर स्लाइड टाइम 2805 अब सोर्स पर इसलिए S s यानी S सफिक्स s स्माल s का अर्थ सोर्स 3VpI p कांजुगेट है क्योंकि थ्री - फेज सिस्टम Vp I p कांजुगेट 3 है तो यदि ऐसा करते हैं तो यह मेरा Vp है और यह I p कांजुगेट I p 681है इसलिए I p कांजुगेट 681 एंगल 218o होगा तो यह 3VpI p होगा कांजुगेट 2087 j 8346 वोल्ट एम्पीयर लोड होगा जब हम कर रहे हैं यह मेरा वाट है यह वास्तव में वाट है रिफर टाइम 2839 और यह मेरा वर है तो मूल रूप से इस रूप में करते समय वाट वर यह एक वोल्ट एम्पीयर हो सकता है एक्साम्पल के लिए मान लीजिए कि यदि P 30 वाट और Q 20 वर लिखें तो यह ठीक है लेकिन इस रूप में लिखने पर P jQ30 j 20 यह एम्पियर को वोल्ट करेगा इसलिए यह एक साथ है जब इस फॉर्म में लिखते हैं मेरा मतलब है कि P jQ फॉर्म यह वोल्ट एम्पीयर होगा लेकिन यह एक वाट है और यह एक वर है क्योंकि अगर इसका मैग्नीटयूड ले तो यह वोल्ट एम्पीयर होगा इसलिए VA लिखें तो इस मामले में सप्लाई की जाने वाली रियल पॉवर टू 2087 वाट है और रिएक्टिव पॉवर 8346 वर है अब उस एक्साम्पल 2 को देखें यह बहुत ही सिम्प्लीफाई डेटा है सब कुछ दिया गया है तो लोड पर काम्प्लेक्स पॉवर अब्सोर्बेड होती है इसलिए S लोड 3I p 2Zp यदि यह एक बैलेंस्ड सिस्टम हैतो यह I p 2Zp पर फेज 3 लिख सकते हैं रिफर स्लाइड टाइम 2945 तो Zp को 10 j 8 Ω दिया गया है जो 1281 एंगल 3866o है इसलिए यह 3 सिक्स पॉइंट करंट मैग्नीटयूड 681 है इसलिए 3 681 2 10 j 8 तो यह वोल्ट एम्पीयर है तो यह S लोड 1398j 1113 वोल्ट एम्पीयर लिख सकते है तो इस मामले में अब्सोर्बड रियल पॉवर 1392 वाट है और रिअक्टिव पॉवर 1392वर है और टोटल बना लें तो वोल्ट एम्पीयर होगा यह वाट है यह वर हैं रिफर स्लाइड टाइम 3024 तो दो काम्प्लेक्स पॉवर के बीच का अंतर लाइन इम्पिड़ेंस के द्वारा की गई अब्सोर्बड पॉवर है जो पॉवर लोस है तो लाइन के द्वारा की गई पॉवर अब्सोर्बड यह 3 करंट 2 मैग्नीटयूड 681 2 और लाइन इम्पिड़ेंस 5 j 2 है तो यह 6956 j 2783आ रहा है तो जब यह मतलब रिफर टाइम 3046 यह कैपेसिटिव है यह कैपेसिटिव है रिफर टाइम 3048 तो इम्पिड़ेंस को क्या कहते है कैपेसिटिव रिफर स्लाइड टाइम 3051 तो यह 6956 वाट लाइन के द्वारा की गई अब्सोर्बड रियल पॉवर है जिसका अर्थ है यह एक हैं और 2783वर लाइन के द्वारा की गई अब्सोर्बड रिएक्टिव पॉवर है रिफर स्लाइड टाइम 3105 अब अगला अनबैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम है बस एक या दो या सिर्फ आधा पेज मैं बताऊंगा रिफर स्लाइड टाइम 3110 मान लीजिए यह लोड मान लेता है कि एंगल्स कई चीजें Z a Z b Z c हैं यह डिफरेंट हो सकता है रिफर टाइम 3116 मैग्नीटयूड डिफरेंट हो सकता है एंगल डिफरेंट हो सकता है इसी तरह वोल्टेज VabV c c a ये सभी चीजें अलग हो सकती हैं मेरा मतलब है कि अगर कोई थोड़ा अलग है तो वह अनबैलेंस्ड सिस्टम है तो अनबैलेंस्ड सिस्टम के मामले में Ia यहाँ करंट कहें यह करंट है जिसे करंट कहते हैं यह एक करंट है इसलिए यह करंट Ia है तो यह इस फेज Ia में जा रहा है इसी तरह इस चीज़ के लिए Ib और इसी तरह यहाँ के लिए I c है और यह वह न्यूट्रल पॉइंट N है और यह Z a Z b Z c है और यह फेज वोल्टेज VAN V BN और VCN है तो अनबैलेंस्ड सिस्टम फेज वोल्टेज भी अनबैलेंस्ड हो सकता है तो IaVAN Z AIb V BN Z B हैं और यह स्टार कनेक्टेड लोड है और यह स्टार कनेक्टेड लोड है तो I c VCN Z C हैं अब यदि यहां KCL अप्लाई किया जाता है तो यह i nIaIbi c 0 होगा जिसका अर्थ है मेरा i n Ia Ib i c वह है जो यहां लिखा गया है रिफर टाइम 3222 इसे वापस ले लें तो यह IaIbI c होगी और उस स्थिति में यदि यह अनबैलेंस्ड है तो मेरा मतलब है रिफर टाइम 3232 तो मैं इसे स्पष्ट कर दूं तो यह अनबैलेंस्ड सिस्टम के लिए थोड़ा सा आईडिया है Glossary English Word Word Meaning Reason रीज़न कारण Suppose सप्पोस मान लीजिये Same सेम समान Length लेन्थ लम्बाई Determine डीटरमाइन निर्धारण करना Sufficient सफीसिएंट पर्याप्त Little bit लिटिल बिट थोडा सा